आज हम कन्वेंशनल फिनिशिंग प्रोसेसेज के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं इनमें से ग्राइंडिंग एक महत्वपूर्ण कन्वेंशनल फिनिशिंग प्रोसेस या कन्वेंशनल एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस है आज की व्याख्यान का अवलोकन आज हम कन्वेंशनल एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेसेज के बारे में बात कर रहे हैं और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण प्रोसेस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जिसे ग्राइंडिंग कहा जाता है तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में हम ग्राइंडिंग के बारे में ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन के बारे में और ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करेंगे कौन कौन सी समस्याएं ग्राइंडिंग व्हील में आती है और उनकी क्या समाधान है अगर कोई समस्या है तो सही समाधान भी हमें खोजना होगा ये सभी चीज़े प्रोफेसर जी के लाल प्रोफेसर घोष और मलिक की पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध है और साथ ही उनके समाधान भी इसके बाद रोबोटिक बेल्ट ग्राइंडिंग यह पाठ्यपुस्तक में उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे वीडियोज उपलब्ध करवाएं हैं उनकी मदद से आप देख सकते हैं इस विशेष रोबोटिक बेल्ट ग्राइंडिंग या रोबोटिक पर आधारित सॉफ्ट विल पॉलिशिंग इत्यादि के बारे में तो अब आते हैं इस व्याख्यान के अंतिम भाग में जहां हम ग्राइंडिंग प्रोसेस इत्यादि के फायदे और अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे तो चलिए कन्वेंशनल एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो की एक महत्वपूर्ण ग्राइंडिंग प्रोसेस है जिसके बारे में कि हम इस विशेष व्याख्यान में बात करेंगे इसके बाद हम वीडियो की झलक देखते हैं जिसमें यह दिखाया है कि बेल्ट ग्राइंडिंग कैसे काम करती है अगर मैं आपको बताओ कि आप इसको किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं समझ सकते है मैं ऐसे ही स्वेच्छा से आपको यह वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूं आगे आने वाले व्याख्यान में हम कुछ और कन्वेंशनल फिनिशिंग प्रोसेसेज की बात करेंगे जैसे कि होनिंग प्रोसेस लैपिंग प्रोसेस सुपर फिनिशिंग या ड्रैग फिनिशिंग वाइब्रेटरी फिनिशिंग सैंडब्लास्टिंग माइक्रो ब्लास्टिंग और बहुत सारी प्रोसेसेज तो ये सब हम आगे आने वाले व्याख्यानो में देखेंगे ठीक है ये सभी प्रक्टिकली ओरिएंटेड प्रोसेसेज या प्रक्टिकली कन्वेंशनल फिनिंशिंग प्रोसेसेज हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको इस व्याख्यान के अवलोकन में बताया कि हम ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन्स सम्बंधित समस्यों और उनके समाधान और रोबोटिक बेल्ट ग्राइंडिंग रोबोटिक सॉफ्ट व्हील ग्राइंडिंग फिर ग्राइंडिंग प्रोसेस के फायदे और अनुप्रयोगों के बारे में इस व्याख्यान में पढ़ेंगे तो ग्राइंडिंग क्या है आप में से बहुत से लोग यह जानते होंगे कि यह एक साधारण प्रोसेस है या यह बहुत ज्यादा उपयोग की जाने वाली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेज में से एक है यह सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कन्वेंशनल फिनिशिंग से संबंधित है ठीक है तो शायद आपने काफी लोगों को देखा होगा जो गांव और शहरों में अपने चलित ग्राइंडिंग व्हील के साथ चाकू को तेज करने या कुछ ऐसी ही चीजों को तेज करने के आते है जो सब्जी इत्यादि काटने के काम आती है और यह सभी ग्राइंडिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है लेकिन इस विशेष व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील विशेषत सरफेस ग्राइंडिंग या सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग या यांत्रिकी से संबंधित लोगों के लिए कैसा है हम देखेंगे कि ये ग्राइंडिंग प्रोसेस किस तरह काम करती है Slide Time 0403 तो पुराने समय में ग्राइंडिंग का क्या मतलब होता था ये हम इस तस्वीर में यह आदमी जो कार्य कर रहा है उसे ग्राइंडिंग प्रोसेस कहते हैं यदि आप यहां गांवों में सामान्य रूप से पारंपरिक दवाएं देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि लोग क्या करेंगे वे एक पत्थर पर रखेंगे और एक रोलर प्रकार का पत्थर लेंगे तो वे बस पत्तियां डालेंगे और बीज या कुछ और जो वे पीसने की कोशिश करेंगे इसे कन्वेंशनल ग्राइंडिंग कहा जाता है इस विशेष स्तिथि में वर्कपीस अनाज या बीज या पत्तियां है दूसरी तरफ पत्थर है इस स्थिति में आपका पत्थर पत्तियों की तुलना में बहुत ज्यादा सख्त है तो आप उस को आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं और पुराने समय में आप इससे दवाइयां बना सकते हैं ठीक है यही तकनीक नए या मध्ययुग में काम में ली गई जिसको भी ग्राइंडिंग प्रोसेस कहा जाता है Slide Time 0503 ग्राइंडिंग प्रोसेस कैसी दिखती है अगर आप देखे तो यह प्रायोगिक तौर पर यह इस तरह दिखाई देती है प्रायोगिक तौर पर यह वर्कपीस है और यह एक व्हील है इस व्हील को एब्रेसिव व्हील भी कहा जाता है तो यह एक वर्कपीस है जिसको हमने मैग्नेटिक जैक पर रखा हुआ है तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं यह जैक पर मजबूती से टिका हुआ है और इसके बाद ग्राइंडिंग ऑपरेशन शुरू हो जाता है आप देख सकते हैं यह स्कीमैटिक है यह प्रैक्टिकल डायग्राम है चित्र संख्या 1 प्रैक्टिकल डायग्राम है चित्र संख्या 2 स्कीमैटिक है और आप देख सकते हैं किस तरह एब्रेसिव पार्टिकल्स को ग्राइंडिंग व्हील पर किस तरह दर्शाया गया है ठीक है अब यह ग्राइंडिंग व्हील वर्कपीस को ग्राइंड करते हैं ठीक है यह एक अंतर है प्रैक्टिकल और स्कीमैटिक में अगर आप कुछ शोध पत्रों में देखें तो आप पाएंगे कि कुछ में वास्तविक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और कुछ स्थितियों में आप पाएंगे कि स्कीमैटिक भी हैं तो यह प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप और स्कीमैटिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक अंतर है तो हम ग्राइंडिंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो सरफेस ग्राइंडिंग कैसे कार्य करती है साधारण तौर पर ग्राइंडिंग प्रोसेस को आसानी से समझाने के लिए सरफेस ग्राइंडिंग को सबसे उपयुक्त माना जाता है तो यहां पर भी सरफेस ग्राइंडिंग को ही माना गया है अगर आप इस क्षेत्र में इंटरेक्शन को देखते हैं तो यह डेप्थ ऑफ़ कट है और यह ग्राइंडिंग व्हील है और यह इसका अतिरंजीत संस्करण है ठीक हैं यही चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं तो अगर वाकई में अतिरंजित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में यहां क्या हो रहा है ठीक है तो वह हम इस तस्वीर में साफ़ तौर पर देख सकते हैं क्या आप समझ सकते हैं मैं यहाँ क्या दिखाना चाह रहा हूं यह देखिए यहां पर क्या दिखाया हुआ है यहां पर बहुत सारे एब्रेसिव पार्टिकल्स है जो कि ग्राइंडिंग व्हील पर लगे हुए है हर एक एब्रेसिव पार्टिकल मैटेरियल को धीरे धीरे हटाएगा इसी को यहाँ दिखाया हुआ है तो पहले एक चिप फिर दूसरी चिप तीसरी चिप चौथी चिप और इसी तरह हटती जाती है यह एब्रेसिव पार्टिकल की कारन बाहर निकल पाएंगे इस चित्र में यह चित्र संख्या 1 है और यह चित्र संख्या 2 चित्र संख्या 1 सेटअप का एक स्कीमैटिक दिखाता है फिर ज़ूम संस्करण अगर आप थोड़ा और जूम करेंगे तो आप चित्र 2 देख सकते है ठीक है तो अब आप चित्र 2 में एब्रेसिव पार्टिकल्स का वर्कपीस पर कटिंग एक्शन धीरे धीरे देख सकते हैं साधारणत ग्राइंडिंग प्रोसेस एक कन्वेंशनल एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस है ग्राइंडिंग व्हील को एक टूल की तरह इस प्रोसेस में काम लेते हैं और वहां पर ग्राइंडिंग व्हील पर बहुत सारे कटिंग एजेस है ठीक है इसका मतलब यह है कि यह एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जहा एब्रेसिव पार्टिकल्स मशीनिंग और फिनिशिंग प्रोसेस में काम आ रहे हैं इस व्हील को उस वर्कपीस के संपर्क में लाया जाता है जिसको फिनिश करना है साधारण तौर पर मशीनिंग शेयरिंग एक्शन या कटिंग एक्शन के रूप में होंगी ऐसा इसलिए क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल्स की कटिंग एजेस ग्राइंडिंग व्हील पर बांडेड रूप में है कल के व्याख्यान में हमने देखा था कि यह बॉन्डेड एब्रेसिव है और यह अनबॉन्डेड एब्रेसिव है ग्राइंडिंग व्हील बॉन्डेड एब्रसिव्स के अंतर्गत आता है पिछली व्याख्यान में हमने बांडेड एब्रसिव्स और अनबॉन्डेड एब्रसिव्स के बारे में बात की तो एब्रसिव पार्टिकल्स जो की मजबूती के साथ बाइंडिंग मैटेरियल की मदद से ग्राइंडिंग व्हील पर चिपकाये जाते हैं तो यह बॉन्डेड एब्रसिव्स के अंतर्गत आते हैं ठीक है इसका मतलब है कि बॉन्डेड ग्राइंडिंग व्हील पर जो छोटे किनारे हैं वह मैटेरियल को शीअरिंग एक्शन या माइक्रो कटिंग एक्शन या जैसा हम इसको कटिंग एक्शन भी कह सकते है ग्राइंडिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म बिल्कुल कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जैसा ही है जहां पर की शीअरिंग एक्शन या कटिंग एक्शन होता है इसके अलावा भी कुछ और मैकेनिज्म होते हैं जिनकी बात हम आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे ठीक है तो शीअरिंग एक्शन चिप बनाने में मदद करेगा और इसको ऐसा भी कहा जाता हैं को प्लास्टिक डिफ़ॉर्मेशन होगा और चिप बनेगी ठीक है कन्वेंशनल मशीनिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस में क्या फर्क है अगर आप देखे ग्राइंडिंग प्रोसेस एक री शार्पनिंग प्रोसेस है इसका मतलब है कि एब्रेसिव पार्टिकल्स जिनकी हमने पिछले व्याख्यान में बात की ये सिरेमिक पार्टिकल्स हैं और ये एब्रसिव्स पार्टिकल्स पर्याप्त तौर पर भंगुर होते हैं मान लेते हैं मेरे पास एक ग्राइंडिंग व्हील पर यह विशेष एब्रेसिव पार्टिकल है यह क्या हो रहा है यदि यह टूट जाता है मान लेते है यह टूट रहा है तो इस तरह यह छायांकित भाग जा चूका है इसका मतलब यह अभी भी तीखा है इसका मतलब यह एक नयी कटिंग एजेस दे रहा है इसका मतलब एब्रेसिव पार्टिकल्स अपने आप की री शार्पनिंग कर रहे है इसीलिए इस को री शार्पनिंग प्रोसेस कहा जाता हैं ठीक है तो कटिंग पॉइंट्स की ज्यामिति बहुत अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है इसका मतलब इनका आकार और कटिंग एजेस कुछ एब्रेसिव पार्टिकल्स इस तरह के दिखाई दे सकते हैं कुछ एब्रेसिव पार्टिकल्स इस तरह दिखाई दे सकते हैं कुछ एब्रेसिव पार्टिकल्स इस तरह दिखाई दे सकते हैं तो हर बार आकार एक जैसा नहीं है साथ ही कटिंग एजेस में भी बड़ी बेतरतीब ढंग से उन्मुख होती है आकर भी अनियमित हैं और कटिंग एज भी एब्रेसिव ग्रेन्स और एब्रेसिव पार्टिकल्स बीच में भ्रमित नहीं होना है कुछ शोध पत्र इन्हें एब्रेसिव ग्रेन्स के तौर पर वर्णित करते हैं कुछ शोध पत्र और पुस्तकें इनको एब्रेसिव पार्टिकल्स के तौर पर वर्णित करती है पर ज्यादा बेहतर है कि आप अपना खुद का एक नोटेशन याद कर ले जैसा कि हम यहां पर इसको सिर्फ ग्रेन्स बुलाएंगे ठीक है तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहां पर कोई अंतर नहीं है एब्रेसिव ग्रेन्स और एब्रेसिव पार्टिकल्स दोनों एक ही है कुछ लोग किताबों में पहले से ही कुछ स्थानों पर इसको एब्रेसिव ग्रेन्स एब्रेसिव ग्रेन्स एब्रेसिव ग्रेन्स वर्णित किया है कुछ जगह पर इनको लिख सकते है किसी भी तरह प्रतिभागी को स्पष्ट रूप से समझ आ सकता है वह इसको ग्रेन्स भी लिख सकते हैं तो आप को पूर्ण रूप से पहले से ही यह मानने को तैयार रहना चाहिए की चाहे ये एक एब्रेसिव पार्टिकल है चाहे एक एब्रेसिव ग्रेन है चाहे एक ग्रेन है सभी का मतलब एक जैसा ही है ठीक हैं एब्रेसिव ग्रेन का आकार छोटा है इसीलिए चिप का आकार भी छोटा होगा सामान्य तौर पर चिप 000025 से लेकर 00025 एमएम की होती है साधारण तौर पर मैं चाहता हूं कि चिप की मोटाई माइक्रोंस में होगी ठीक है तो फिर भी आप अगर बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ़ कट इत्यादि के लिए जाते है तो ग्रिट फील्ड ग्राइंडिंग का उपयोग लेना होगा आप आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे की ग्रिट फील्ड ग्राइंडिंग क्या होती है उन परिस्थितियों में आपका चिप आकार बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उनका फीड्स और डेप्थ ऑफ़ कट भी बहुत ज्यादा होगा कन्वेंशनल फिनिशिंग प्रोसेस की तुलना में ग्राइंडिंग में प्रति इकाई मैटेरियल रिमूवल आयतन के लिए आवश्यक ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होगी कन्वेंशनल फिनिशिंग प्रोसेस में अगर आप कुछ मैटेरियल हटाना चाहते हैं तो लेथ मशीन की मदद से तो मैं 1mm कट और 02 mm फीड इत्यादि दूंगा लेकिन आप ग्राइंडिंग प्रोसेस में बिलकुल ऐसे इनपुट कंडीशंस नहीं दे सकते हैं आपको सिर्फ डेप्थ ऑफ़ कट देना होगा जैसे कि 5 माइक्रोन या 6 माइक्रोन या इसके आसपास तो ग्राइंडिंग व्हील घूम रहा हैं तो इनपुट एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन आउटपुट काफी कम मिल रहा है अगर यही मैं मशीनिंग की बात कर रहा हु तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि मशीनिंग का मतलब है मैटेरियल रिमूवल की दर वहां पर एक मुख्य मानदंड है ठीक है तो स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब है इसको आमतौर प्रति इकाई मैटेरियल रिमूवल आयतन के लिए आवश्यक ऊर्जा या शक्ति के रूप में दर्शाते हैं इस स्थिति में आपका इनपुट बहुत ज्यादा है मैटेरियल रिमूवल की दर बहुत कम है इसका मतलब यह कि आवश्यक स्पेसिफिक एनर्जी भी ज्यादा होगी तो ज्यादा सरफेस स्पीड लेथ मशीन मैं आप 1000 आरपीएम या उसके आसपास तक जा सकते हैं और आपको इसकी गणना मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति मिनट में करनी है इस स्थिति में यह लगभग 3000 या 4000 आरपीएम होगा कुछ ऐसे ग्राइंडिंग व्हील्स भी हैं जो 10000 आरपीएम तक भी जा सकते हैं तो अब ऐसे में एब्रेसिव पार्टिकल्स का फ्लो साइड में भी होता है इस मैकेनिज्म को हम पलॉफिंग कहते है इसके बारे में मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करूँगा जिन कारणों से साइड फ्लो होगा ठीक है ग्राइंडिंग व्हील कुछ इस तरह का दिखाई देता है ठीक है यह असली तस्वीर हमारी प्रयोगशाला से ली हुई है आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए तो कौन कौन से इनपुट कंडीशन है डेप्थ ऑफ़ कट एक महत्वपूर्ण इनपुट कंडीशन है डेप्थ ऑफ़ कट का मतलब है जो भी मैं इस दिशा में देने वाला हूं एक है नंबर ऑफ साइकल्स इसका मतलब है टू और फ्रो गति साधारण तौर पर टेबल टू और फ्रो गति करेगी तो एक बार टू और फ्रो गति करना कुछ नहीं है लेकिन एक साइकिल और फिर नंबर ऑफ साइकल्स आप मान सकते हैं कि बहुत सारी साइकल्स में मैं करंट डेप्थ ऑफ़ कट इत्यादि में बदलाव करता हूं साधारणतः ग्राइंडिंग सेटअप में व्हील स्पीड भी एक चर को सकती है हमारे सेटअप में व्हील स्पीड स्थिर होगी सामान्यत इसको 2350 मीटर प्रति मिनट रखते हैं ठीक है तो कुछ मशीनों में ग्राइंडिंग व्हील्स की स्पीड स्थिर रख सकते हैं कुछ में हम इसमें बदलाव करते है तो अगर आपके पास व्हील स्पीड चर है तो आप इसको 1000 रख सकते हैं या आप चाहे तो इसको 2000 3000 या आप चाहे जितने आरपीएम रख सकते हैं आरपीएमRPM का मतलब है प्रति मिनट रोटेशन्स आप जो भी चाहे आरपीएम रख सकते हैं अगर आप इसको एक चर की तरह लेते है तो ये तीन मुख्य इनपुट कंडीशन से है जो आप दे सकते हैं और आप मैटेरियल रिमूवल की दर को और सरफेस रफनेस के मान को आउटपुट के रूप में ले सकते हैं इसके आलावा आप सरफेस बॉन्डिंग सरफेस इंटीग्रिटी जैसे कि सरफेस मोरफ़ोलॉजी सरफेस मेटलर्जी जिसमे आप FESEM या SCM अनुप्रोगो के मदद से उच्च तापमान के कारण विकसित हुए मेटलर्जिकल बदलाव को भी जांच सकते हैं तो आप FESEM का उपयोग सरफेस मोरफ़ोलॉजी के साथ साथ सरफेस मेटलर्जी को जांचने के लिए भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह मुख्य संरचना में है या नहीं तो शीअरिंग और कटिंग प्रोसेस इस विशेष प्रक्रिया में हावी मैटेरियल मैकेनिज्म है ठीक है कुछ लोग इसको माइक्रो कटिंग या ऐसा ही कुछ भी बुला सकते है आप यहां देख सकते हैं कि एब्रेसिव पार्टिकल कैसा होता है यह देखिए ऐसा होता है ठीक है यह एक एब्रेसिव पार्टिकल है और इस तरह ये मैटेरियल को हटाने जा रहा है चिप के निर्माण के दौरान मैटेरियल डेफोर्मेशन के तीन मुख्य चरण है पहला है जोन I जो की इलास्टिक डिफॉर्मेशनको दिखाता है क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल्स यहां से शुरू होते हैं और यह जॉन II यह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के रूप में ख़त्म होता है क्योंकि यह हटाने की कोशिश कर रहा है अब इलास्टिक क्षेत्र जा चुका है अभी प्लास्टिक क्षेत्र में जाएगा तब यह चिप बनाएगा और फिर हमारे मैटेरियल को हटाने की तकनीक पूरी हो जाएगी ठीक है यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा आप देखते हैं इस क्षेत्र में यह इलास्टिक क्षेत्र है और यह प्लास्टिक क्षेत्र है और ये चिप बनने का क्षेत्र है ठीक है तो चिप जा चुकी है और यह बहुत सारी चिप्स है ठीक है तो ये तीन क्षेत्र है पहला है इलास्टिक क्षेत्र फिर प्लास्टिक क्षेत्र और पहिए चिप बनने का क्षेत्र तो वर्कपीस और एब्रेसिव पार्टिकल के इंटरेक्शन या क्षेत्र में ये तीन क्षेत्र हैं अगर आप ग्राइंडिंग प्रोसेस में मैटेरियल रिमूवल प्रोसेस को देखें तो साधारणतया यह 3 मैकेनिज्म का अनुसरण करता है पहला है कटिंग और शीअरिंग प्रोसेस जो कि बहुत ही हावी है इसके अलावा पलॉफिंग और रब्बिंग एक्शन्स है ये 3 मुख्य मैकेनिज्म है जो कि मैटेरियल रिमूवल प्रोसेस में होते हैं तो शीअरिंग जो कि बहुत हावी हैl इसका मतलब यह कटिंग है जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में में देखा यह इलास्टिक क्षेत्र है प्लास्टिक क्षेत्र और साथ साथ चिप फार्मेशन भी शीअरिंग के अंतर्गत आते है और पलॉफिंग और रब्बिंग ऐसे दो क्षेत्र या दो मैकेनिज्म है जिनको हम मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के तौर पर नहीं चाहते है तो अगर आपका एब्रेसिव ग्रेन अच्छी ज्यामिति का है और इसकी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मैटेरियल इत्यादि के साथ बहुत सही है तो यह शीअरिंग एक्शन या कटिंग एक्शन के मदद से चिप बनाएगा अगर ऐसा नहीं है मान लीजिए सारे एब्रेसिव पार्टिकल एक जैसे नहीं है अगर उनका नेगेटिव रेक एंगल ज्यादा बड़ा है या इसके कटिंग एज राउंडेड है इसका मतलब है इस तरह अगर इसके कटिंग एज राउंडेड है इसका मतलब इसके अंदर पलॉफिंग एक्शन होगा पलॉफिंग क्या है इसके बारे में बेहतर समझने के लिए अपने किसानों को देखा होगा जब खेत पर जाते हैं तो वह खेती करने के लिए वे इस तरह वह बैलों की सहायता से हल को खींचने की कोशिश करते हैं हिंदी में इसको हल कहां जाता है तो जब भी वे हल चलाते है तो क्या होता है वे इस मैटेरियल को हटाते है और इसको नजदीक वाले क्षेत्र में फेक देते हैं इसकी को पलॉफिंग कहा जाता जाता हैं सामान्य तौर पर हल को ही अंग्रेजी में पलॉफ कहते हैं तो वह जब भी ऐसा करते है तो क्या होगा मैटेरियल आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा यहां पर भी ऐसा ही होता है इसी को पलॉफिंग कहा जाता है तो इस को वर्कपीस मैटेरियल का लेटरल फ्लो कहा जाता है यह 1 और 2 लेटरल फ्लो कहलाते हैं जो कि पलॉफिंग क्रिया के कारण हुए हैं जब ऑपरेटर अपर्याप्त डेप्थ ऑफ कट देता है रब्बिंग एक्शन होता है मान लीजिए मैं एक माइक्रोन डेप्थ ऑफ कट देने जा रहा हूं कुछ एब्रेसिव ग्रेन परफेक्ट हो सकते हैं कुछ एब्रेसिव ग्रेन कम परफेक्ट हो सकते हैं तो इन स्थितियों में क्या होगा वर्कपीस और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में बस एक छोटा सा इंटरेक्शन होगा इन स्थितियों में रब्बिंग एक्शन होगा जब भी रब्बिंग एक्शन होगा सतह के ऊपर कुछ जलने जैसा होगा सतह जल जाएगी और हो सकता यह काली भी पड़ जाए तो यह बहुत खराब सरफेस मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी की तरफ जाती है जिसका मतलब है तापमान बढ़ जाएगा और सरफेस मेटलर्जिकल तौर पर खराब हो सकती है तो क्रिटिकल सरफेस रफनेस से साधारण तौर पर आप क्या समझते हैं क्रिटिकल सरफेस रफनेस है अगर मेरे पास यह एक शुरुआत में सरफेस है यह मेरी शुरुआती सरफेस है पर यह मेरी अंतिम सरफेस है साधारणतया जिसके बाद में मान नहीं बदल रहा है और अगर मैं नंबर ऑफ साइकल्स और डेल्टा Ra के बीच में वक्र बनाता हूं तो यहा Ra में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा Ra क्या है डेल्टा Ra Ra के शुरुआती मान और अंतिम मान के अंतर के सिवा कुछ नहीं है तो y अक्ष पर मेरा डेल्टा Ra है x अक्ष पर नंबर ऑफ़ साइकल्स ठीक है तो निश्चित रूप से अगर आप नंबर और साइकल्स को बढ़ाते हैं तो सरफेस रफनेस का मान नीचे चला जायेगा जिसका मतलब है कि अंतर बढ़ जाएगा ठीक है तो अगर मैं ऐसा एक वक्र मानूं ठीक है तो जब भी वह एक मामूली अंतर है तो आप को रुकना नहीं है इसके बाद में अगर दो नंबर ऑफ़ साइकल्स के बीच में कोई बहुत अंतर नहीं है तो आप इसको क्रिटिकल सरफेस रफनेस कहते है ठीक है यहां पर सरफेस रफनेस को Sbar से दिखते है जो कि S भाग R होता है तो यहां पर आपने प्रयोग रोक सकते हैं क्योंकि आपने जो यथासंभव था वह प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसके बाद में अगर आप ज्यादा उर्जा भी अगर इनपुट करें तो भी आपको और फायदा नहीं होगा इसका मतलब अगर आप ग्राइंडिंग व्हील को और पावर सप्लाई कर रहे हैं लेकिन वहां कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है इसका मतलब यह प्रयास विफल है तो आप को यहा रुकना होगा वर्कपीस को बाहर निकालना होगा यह कहलाती है क्रिटिकल सरफेस रफनेस ग्राइंडिंग व्हील की बात करते हैं बहुत सारे तरह के ग्राइंडिंग व्हील है और जब भी आप किसी कंपनी में एक इंजीनियर की तौर पर जाते हैं और आप एक ग्राइंडिंग व्हील आर्डर करना है तो आप कैसे ऑर्डर करेंगे आप यह नहीं कह सकते हो कि मुझे एक ग्राउंड राउंड ग्राइंडिंग व्हील चाहिए मुझे एक रैक्टेंगुलर ग्राइंडिंग व्हील चाहिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन को समझाने के लिए कुछ इंजीनियरिंग तरीका है तोअब आप कैसे स्पेसिफाई करते हैं उदाहरण के तौर पर एक ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं तो A 36 M 7 V एक ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन है A यहां पर यह दिखाता है एब्रेसिव के प्रकार को A का मतलब होता है एलुमिना C का मतलब है सिलिकॉन कार्बाइड और D का मतलब डायमंड से होता है सामान्य तौर पर जैसा अभी यहाँ बताया A एलुमिना को दिखता है इसका मतलब हैं मेरी ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में अगर मैं पूछना चहु कि एब्रेसिव पार्टिकल क्या है तो ये एलुमिना है दूसरा अंक है ग्रिट साइज ग्रिट साइज को भी एब्रेसिव पार्टिकल्स के लिए ही उपयोग करते हैं कुछ लोग इसको ग्रिट साइज कहते हैं और ग्रिट साइज मैश साइज को बताती है ठीक है तो ग्रिट का मतलब है छलनी जैसे कि अगर मेरा ग्रिट प्रति इकाई क्षेत्र 10 से 24 है तो यह कोरस पार्टिकल्स हैं अगर 30 से 60 है तो मीडियम अगर 70 से 180 है तो फाइन और 220 से 600 है तो सुपरफाइन जैसे जैसे ग्रिट साइज बढ़ती है उसमे से ज्यादा पार्टिकल्स गुजर सकते है तो अगर मै इसको और बढ़ाता हु तो क्या होगा इसमें से ज्यादा पार्टिकल्स गुजर पाएंगे पर बड़े पार्टिकल्स नहीं जैसा हम जानते है एब्रेसिव पार्टिकल्स काफी तरह के होते है कोरस मीडियम फाइन सुपरफाइन इत्यादि तो ये होती है ग्रिट साइज तो एब्रेसिव पार्टिकल्स छलनी में से होकर गुजर रहे हैं साधारणत हमने देखा है गांव में हमारी माताएं छलनी में से गेहूं का आटा इत्यादि छानती है और चपाती बनाती है ठीक है तो जो पार्टिकल्स इस छलनी में से होकर गुजर रहे हैं उनके लिए यह विनिर्देशित है कि यह इस ग्रिट साइज में से होकर गुजर सकते हैं या नहीं तो जैसे जैसे ग्रेट साइज बढ़ती है चलने का आकार भी बढ़ता जाएगा और पार्टिकल का साइज कम होता चला जाएगा इसका मतलब मैं आपको आने वाली स्लाइड में समझाऊंगा M यहां पर ग्रेड को दर्शा रहा है ग्रेड A से H का मतलब होता है सॉफ्ट ग्रेड J से P होती है मीडियम ग्रेड और Q से Z होता है हार्ड ग्रेड ग्रेड का मतलब होता है कितनी मजबूती से एब्रेसिव पार्टिकल्स जुड़े हुए है सॉफ्ट ग्रेड का मतलब है की है कोमलता से पकडे हुए हैं हार्ड ग्रेड का मतलब है एब्रेसिव पार्टिकल बॉन्डिंग मैटेरियल की मदद से बहुत ही कठोरता से जुड़े हुए है 7 यहां पर संरचना को दिखाता है सामान्यतः दो प्रकार की संरचनाएं होती है एक होती है डेन्स संरचना दूसरी है ओपन संरचना डेन्स संरचना का मतलब है कि एक विशेष क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे उनमे खाली जगह कम होंगी ओपन संरचना में खाली जगह ज्यादा होंगी और एब्रेसिव पार्टिकल्स किसी विशेष क्षेत्र में बहुत कम होंगे 0 से 8 को डेन्स संरचना दर्शाने के लिए और 9 से 16 को ओपन संरचना दिखाने के लिए उपयोग करते है V यहां पर बॉन्डिंग या बॉन्डिंग मैटेरियल को दर्शाता है किस तरह की बॉन्डिंग है विट्रीफाइड बॉन्डिंग है तो V रेजिनॉइड बॉन्ड है तो B सिलीकेट बॉन्ड है तो S रबर बॉन्ड है तो R शैलॉक बॉन्ड है तो E से दर्शाते है यहाँ विशेष तौर पर ग्राइंडिंग व्हील को बॉन्डिंग के प्रकार पर विनिर्देशित करते हैं ठीक है तो मैश साइज का पार्टिकल साइज में परिवर्तन साधारण तौर पर अगर मैं इसको किसी भी विशेष ग्रिट साइज में बदलना चाहता हूं जैसा कि मैं पिछले व्याख्यान में भी बता चुका हूं कि यह पार्टिकल साइज को दिखाएगा जो कि φ 152 भाग के बराबर है यहाँ मैश साइज को दिखाता है मान लेते हैं मेरी मैश साइज एक हजार हैं जो कि सुपर फाइन की श्रेणी के अंतर्गत आती है लोग इसे कई नामों से बुलाते है जैसे वेरी फाइन और उसके बाद सुपर फाइन सुपर अल्ट्रा फाइन इत्यादि तो यह 152 माइक्रोमीटर के आसपास आता है जब भी आप इसको है मैश से माइक्रोन में बदलना चाहते हैं तो आपको इसको 1000 से गुणा करना होगा तो फिर यह 15200 माइक्रोंस में जब आप 1000 का भाग देंगे उसके बाद यह 152 माइक्रोंस होगा ठीक है तो आपने देखा हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं मैं आपको बता चुका हूं कि ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं लेकिन कुछ कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग चिन्ह को भी दिखती है मान लीजिए X मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वह ग्राइंडिंग व्हील का नाम X से शुरू कर सकते हैं इसी तरह Y कंपनी का ग्राइंडिंग व्हील Y से शुरू होता है और मैन्युफैक्चरर इसके अंत में भी कुछ जोड़ सकते हैं ठीक है तो यह सब मैन्युफैक्चर की निजी मार्किंग व्यवस्था है मान लीजिए वह बैच नंबर दिखाना चाहते हैं और वह बैच नंबर 8 है ठीक है तो बैच नंबर 8 है और मान लीजिए कि इस पूरे सेट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया है तो वे ग्राइंडिंग व्हील का पूरा सेट वापस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ले जाते हैं ठीक है तो इस उद्देश्य के लिए लोग शुरुआत में या अंत में कुछ वैकल्पिक मार्क होगा तो इसका उपभोक्ता से कोई लेना देना नहीं है यह सिर्फ मैन्युफैक्चरर की समझ के लिए है ग्राइंडिंग व्हील का चुनाव साधारणतया ग्राइंडिंग व्हील का आकार और माप एब्रेसिव मैटेरियल के प्रकार साधारण तौर पर सिलिकॉन कार्बाइड SiC कम स्ट्रैंथ के लिए एलुमिना हाई स्ट्रैंथ मैटेरियल के लिए इसे Al2O3 से दिखाएंगे ठीक है ग्रेन साइज कोरस र्ग्रन साइज का उपयोग मैटेरियल को जल्दी हटाने के लिए कोरस र्ग्रन साइज का मतलब है मेरे पास बड़े आकार के एब्रेसिव पार्टिकल है तो बड़े एब्रेसिव पार्टिकल्स मतलब यह ज्यादा मैटेरियल हटा सकते हैं ठीक है फाइन पार्टिकल या सुपर फाइन पार्टिकल में पार्टिकल का आकार छोटा होगा तो यह कम मैटेरियल हटा पाएंगे तो आपके अनुप्रयोग के आधार पर आप ग्रेन साइज का चुनाव कर सकते हैं ग्रेड यह आपकी आवश्यकता के अनुरूप होती है अगर आप हार्ड वर्क पीस मैटेरियल को जाते हैं तो सॉफ्ट ग्रेड है सॉफ्ट मैटेरियल के लिए जाते हैं तो हार्ड ग्रेड ऐसा क्यों है यहां आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे संरचना जब भी आप सॉफ्ट मैटेरियल को हटाने जाएंगे तो आप आपको एक खुली संरचना के लिए जाना होगा जब भी आप हार्ड मैटेरियल को हटाने जा रहे हैं तो आपको घनी संरचना के लिए जाना होगा तो ऐसा क्यों है यह हम अगले स्लाइड में देखेंगे साधारणतया बॉन्ड मैटेरियल का निर्णय लेने के लिए आपको ग्रेड के साथ साथ गति का अनुमान होने की भी जरूरत होती है ग्रेड और गति आप जो भी हार्ड ग्रेड चाहते हैं या आप सॉफ्ट ग्रेड चाहते हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए की आपको किस आरपीएम पर ऑपरेट करना है इसके बाद ही हम निर्णय लें पाएंगे कि किस तरह का बॉन्डिंग मैटेरियल उपयुक्त होगा या ग्राइंडिंग व्हील में आप किस तरह का बॉन्डिंग मैटेरियल चाहते हैं ठीक है तो एब्रेसिव का प्रकार और एब्रेसिव पार्टिकल के आकार का निर्णय बहुत ही आसान होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है एब्रेसिव का प्रकार या तो यह सिलिकॉन कार्बाइड है एलुमिना है या ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हैं एब्रेसिव पार्टिकल या तो यह बड़े हैं साधारणतया आप मैटेरियल को हटाने वाले अनुप्रयोग के लिए जाते है तो यह अनुप्रयोग मशीनिंग होगा अगर यह बहुत फाइन है तो आप फिनिशिंग अनुप्रयोग के लिए जा सकते हैं तो यहाँ सबसे जरूरी ग्रेड है ठीक है लोगों खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बीटेक विधयर्थियो को समझना होगा और हो सकता है उनके अपनी कुछ शंकाएं हो ग्रेड और संरचना के बारे में जो कि ग्राइंडिंग व्हील के लिए बहुत ही नाजुक है ठीक है आप ग्रेड से क्या समझते हैं डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ परिभाषित करती है कि कौन सा बॉन्ड एब्रेसिव पार्टिकल्स को जोड़े रखता है ठीक है मान लीजिए मेरे पास एक ग्राइंडिंग व्हील है और ये मेरे एब्रेसिव पार्टिकल है यह कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं इसका निर्णय ग्रेड से होता है मान लेते हैं मेरे पास एब्रेसिव पार्टिकल है और अगर यह बहुत ही कसकर बॉन्डिंग मैटेरियल को पकड़े हुए हैं तो इसका मतलब है यहां पर विट्रीफाइड बॉन्डिंग है विट्रीफाइड बॉन्डिंग अगर मुझे इसे तैयार करना है तो पहले मैं चिकनी मिट्टी लूंगा और इसमें फिर कुछ एडिटिव्स मिला लूंगा यह कंपनी से कंपनी में अलग अलग हो सकते हैं अब एब्रेसिव पार्टिकल को इसमें मिला लीजिए आप उसको मिला लेते हैं आप इसे जमाते हैं उस आकार में जिस आकार में आप चाहते है फिर इसको पकाते हैं और आपका ग्राइंडिंग व्हील तैयार हो जायेगा ठीक है तो आप चुनते है कि यह कितनी मजबूती के साथ एब्रेसिव पार्टिकल को जोड़े हुए है और इसी से ग्रेड को दर्शाया जाता है अगर मेरे पार्टिकल बहुत ही मजबूती के साथ में बॉन्डिंग मैटेरियल की मदद से जुड़े हुए हैं तो इसको हार्ड ग्रेड कहते हैं और अगर यह शिथिल रूप से जुड़े हुए हैं तो इसको सॉफ्ट ग्रेड कहते हैं तो हार्ड ग्रेट जॉब बॉन्ड बहुत मजबूत है इसका मतलब ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच बॉन्डिंग बहुत मजबूत है ठीक है सॉफ्ट ग्रेड के ग्रेन्स प्रक्रिया के दौरान बहुत जल्दी ग्राइंडिंग व्हील से हटते जाते है ठीक है व्हील ग्रेड चिन्ह को वर्ण अनुक्रम में दिखाया जाता है आमतौर पर आपने ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में देखा होगा क्यों मुझे सॉफ्ट ग्रेड के लिए हार्ड मैटेरियल की और हार्ड ग्रेड के लिए सॉफ्ट मैटेरियल की आवश्यकता होती है मान लीजिए मेरे पास सॉफ्ट मैटेरियल है उदाहरण के तौर पर एलुमिनियम बहुत ही सॉफ्ट मैटेरियल से है आमतौर पर ग्राइंडिंग से संबंधित व्यक्ति एलुमिनियम के लिए नहीं जाते हैं अब उदाहरण के तौर पर अगर मेरा व्हील सॉफ्ट है और मेरे एब्रेसिव मैटेरियल भी सॉफ्ट है तो ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट है मतलब इन स्थितियों में मेरी बॉन्डिंग बहुत ही सॉफ्ट होती है तो जैसे ही यह इसकी सतह को छुएगा क्या होगा थोड़ा सा मैटेरियल हटाने के बाद यह खत्म हो जाएगा तो एब्रेसिव पार्टिकल्स इधर उधर बिखर जाएंगे तो पार्टिकल्स मैटेरियल नहीं हटा पाते है मान लेते हैं मेरे पास एक हार्ड व्हील है तो क्या होगा यह लगातार कार्य कर सकता है क्योंकि इसकी बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत है जबकि मैटेरियल सॉफ्ट है तो इसकी विपरीत स्थिति में जब मेरे पास हार्ड मैटेरियल जैसे कि टूल स्टील या हार्डन्ड स्टील है तो मेरा ग्राइंडिंग व्हील हार्ड ग्राइंडिंग व्हील है ठीक है तो मेरा वर्कपीस बहुत हार्ड है इन स्थितियों में क्या होगा एब्रेसिव पार्टिकल हट जायेंगे यह पार्टिकल टूटेंगे और यह खत्म हो जाएंगे ठीक है इसलिए हम सॉफ्ट व्हील का उपयोग करते है इससे क्या होगा तो अगर यह मैटेरियल को हटा पा रहा है तो ठीक है नहीं तो यह अपनी जगह से हट जायेगा और अगले नए एब्रेसिव पार्टिकल्स को मौका देगा यही इसकी ख़ास बात है ठीक है अगर आप हार्ड वर्क पीस के खिलाफ हार्ड ग्रेड का उपयोग करेंगे तो सारे किनारे घिस जायेंगे जिसे ग्लेज़िंग कहा जाता है ग्लेज़िंग क्या होती है यह हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे तो अब संरचना के बारे में बात करते हैं इसे ग्रेन और बॉन्डिंग मैटेरियल के बीच उपलब्ध रिक्त जगह के आधार पर दिखाया जाता है साधारण तौर पर यह व्हील के घनत्व को दर्शाता है ठीक है घनी संरचना मतलब है ग्रेन्स के बीच रिक्त जगह कम है जबकि खुली संरचना में ग्रेन्स के बीच तुलनात्मक तौर पर ज्यादा रिक्त जगह है संरचना का चुनाव वर्कपीस पर निर्भर करता है इसको एक नंबर के द्वारा दिखाया जाता है यह नंबर सिर्फ समझने के लिए है मान लेते हैं मेरे पास एक सॉफ्ट मैटेरियल एलुमिनियम है अगर मेरा चुनाव एक खुली संरचना है तो इसका मतलब यह है कि यह मेरा एलुमिनियम मैटेरियल है और इस तरह मेरे पास दो एब्रेसिव पार्टिकल्स है क्या होगा मैटेरियल सॉफ्ट है इसलिए चिप्स आएंगे और यहां आकर जमा हो जाएंगे क्यूंकि यहाँ प्रयाप्त जगह है मान लेते हैं मेरे पास एक घनी संरचना है क्या होगा यहां पर पर्याप्त रिक्त जगह नहीं है तो जैसे ही हम इसको शुरू करते हैं बिना समय गवाएं व्हील लोडिंग हो जाती है यह सारा मैटेरियल यहां मौजूद इन खाली जगह में जमा हो जाएगा और एब्रेसिव पार्टिकल्स सुस्त हो जाएंगे इसको ही व्हील लोडिंग कहते हैं यह भी एक तरह की समस्या है जिसके बारे में हम ग्राइंडिंग व्हील समस्याओं के दौरान बात करेंगे यही कारण है कि जब मैं सॉफ्ट ग्रेड का मैटेरियल हटाना चाहता हूं तो मैं खुली संरचना को चुनता हूं और जब भी मैं हार्ड ग्रेड का मैटेरियल हटाना चाहता हूं तो घनी संरचना को चुनता हूं ग्राइंडिंग व्हील का चुनाव इनमें पहला है सॉफ्ट मैटेरियल को घिसते वक्त हमें ज्यादा चिप क्लीयरेंस चाहिए होता है इसलिए खुली संरचना दूसरा है एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट के लिए ज्यादा खुली संरचना चाहिए होती है तीसरा है आवश्यक फिनिश घनी संरचना वाले व्हील बेहतर सरफेस फिनिश देते है और अंत में ठंडा करें के तरीके तो अगर मैं एक कूलैंट का उपयोग करना चाहता हूं तो खुली संरचना एक बेहतर चुनाव है Slide Time 3759 बॉन्डिंग जैसा आप देख सकते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं साधारण तौर पर इसका उपयोग चिकनी मिट्टी के लिए या स्फतीय के लिए उपयुक्त है और इस तापमान पर जैसा मैं पहले बता चुका हूं आप चिकनी मिट्टी बनाइये और इसमें एडिटिव्स डाल दीजिए और फिर एब्रेसिव पार्टिकल डाल दीजिए और फिर पकाइये तब यह मजबूत बनता है लेकिन यह बहुत ही ज्यादा गति के साथ उपयोग लेने से जल्दी टूट जाता है गिट्टी एक कम मजबूत मैटेरियल है इसीलिए चरम स्थिति में यह फेल हो जाता है मैटेरियल को तेज गति से हटाने के लिए सबसे उपयुक्त बॉन्ड पानीतेल इत्यादि से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं किंतु सिर्फ एक समस्या है कि इनकी मजबूती ज्यादा नहीं होती है तो आप ज्यादा डेप्थ ऑफ़ कट या तेज गति इत्यादि के लिए नहीं जा सकते हैं रेजिनॉइड बॉन्डिंग इसमें साधारणतया सिंथेटिक रेसिंग का उपयोग होता है और इनको बहुत ही तेज गति के साथ उपयोग लेते हैं और यह बहुत ही तेज गति के साथ मैटेरियल हटा सकते हैं ठीक है तो बहुत तेज गति अगर मैं साधारण ऑपरेशन जैसे कि स्नग्गिंग या रफ ग्राइंडिंग या रोल ग्राइंडिंग के लिए जाना चाहूंगा तो मैं इस विशेष बॉन्डिंग का उपयोग कर सकते है बॉन्ड प्रकार रबर बॉन्ड रबर बॉन्ड बहुत अच्छी फिनिश प्रदान करता है साधारण तौर पर अगर मैं फिनिश चाहता हूं देखे जैसे मैंने कहा कि एब्रेसिव मशीनिंग और फिनिशिंग में कोरस का उपयोग करते हैं तो वाकई अगर आप मशीनिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप पहले बताए हुए बॉन्ड को उपयोग कर सकते हैं और अगर आप फिनिश के लिए जाना चाहते हैं आप रबर बॉन्ड का उपयोग कर सकते हैं अगर आप इस सैंपल के दो टुकड़े करने है तो मैं इस पतले स्लिट कटर का उपयोग कर सकते हैं ऐसा करने से इस के दो टुकड़े हो जाएंगे तो यह इसकी खास बात है और साथ ही सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस में हम इसका उपयोग रेगुलेटिंग व्हील्स की तरह भी कर सकते हैं शिलॉक बॉन्डिंग का प्रयोग भी रबड़ बॉन्ड की ही तरह बहुत अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग फिनिशिंग के लिए किया जाता है और यह रफ और हैवी ग्राइंडिंग के लिए यह उपयुक्त नहीं है सॉफ्ट मैटेरियल के छोटे अनुप्रयोगों के लिए आप रबर बॉन्डिंग के साथ साथ शिलॉक बॉन्डिंग का उपयोग कर सकते हैं सिलिकेट बॉन्डिंग का उपयोग इंडस्ट्री में नहीं किया जाता है यह इंडस्ट्री में बहुत कम काम में आती है हालांकि इसके बहुत ही विशेष अनुप्रयोग है जहां हम इसका प्रयोग करते हैं मुख्य तौर पर इसको बहुत बड़े व्हील और छोटे व्हील के लिए उपयोग लेते है जहां पर की उष्मा के निर्माण को कम से कम रखना है सिलिकेट बॉन्ड को हम वह भी काम ले सकते है जहा हमें ऊष्मा के निर्माण को काम रखना है सिलिकेट बॉन्ड को सिलिकेट के सोडे से बनाया जाता है जो एब्रेसिव ग्रेन्स को बहुत तीव्रता से छोड़ता है इसका मतलब यह सॉफ्ट व्हील्स में से एक है मेटल बॉन्डिंग मेटल बॉन्डिंग को आप किसी भी तरह कि अनुप्रयोग में उपयोग ले सकते हैं लोग इलेक्ट्रिक डिसचार्ज ग्राइंडिंग इलेक्ट्रिक डिसचार्ज डायमंड ग्राइंडिंग इत्यादि के बारे में जानते होंगे इन स्थितियों में आपके ग्राइंडिंग व्हील को चालक होना होगा तो आप मेटल बॉन्डिंग का उपयोग कर सकते हैं तो आप स्पार्क का उपयोग करते हैं वर्कपीस को सॉफ्ट बनाने में और फिर एब्रेसिव पार्टिकल्स को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक डिसचार्ज ग्राइंडिंग इलेक्ट्रिक डिसचार्ज डायमंड ग्राइंडिंग के बारे में हम विस्तार से आगे आने वाली व्याख्यान में बात करेंगे ठीक है तो समझने के लिए EDM में जैसा आप लोग जानते हैं कि वर्कपीस के साथ साथ टूल को भी चालक होना चाहिए तो अगर मैं वहां पर उनको चालक बनाना चाहता हूं तो मुझे मेटल बॉन्डिंग का उपयोग करना होगा वह कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ग्राइंडिंग व्हील में आती है अगर आप समस्याएं देखते हैं जैसा मैंने आपको ग्रेड और संरचना में वर्णन किया जब भी आपकी ग्रेड सॉफ्ट है और आपको हार्ड वर्कपीस के लिए जाना है अगर आप हार्ड ग्रेड का उपयोग हार्ड वर्कपीस के लिए कर रहे हैं तो खुली संरचना में समस्या आएगी अगर आप सॉफ्ट मैटेरियल के लिए जा रहे हैं तो यह ठीक है अगर आप घनी संरचना के लिए जा रहे हैं तो व्हील लोडिंग होगी और यह एक समस्या है तो यह सभी समस्याएं हैं क्या क्या समस्याएं होती है सभी समस्याएं एक जैसी ही दिखती है साधारण तौर पर अगर आप देखें तो यह ग्राइंडिंग व्हील के संरचना और फ्रैक्चर पैटर्न दिखाने के लिए फिजिकल मॉडल है आप देख सकते है यह बॉन्डिंग है और यह एब्रेसिव ग्रेन्स है तो यह बॉन्डिंग है और जब भी एब्रेसिव पार्टिकल पर घिसाव होता है वहां इसी तरह की बॉन्डिंग है इसीलिए इससे गुणकारी घिसाव कहते हैं और इसका असर एब्रेसव पार्टिकल्स पर ही नहीं होता है बल्कि बॉन्ड फ्रैक्चर पर भी होगा तो यही सब समस्याएं हैं जो साधारण तौर पर होती है यहां आप पोरोसिटी देख सकते हैं ये उन महत्वपूर्ण चीज़ों में से है जिन्हे लेख से नहीं समझाया जा सकता साथ ही की ग्राइंडिंग व्हील में पोरोसिटी कैसे पैदा की जाती है आप एक SEM चित्र देख सकते हैं इसे स्कैनिंग इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी कहते है यहां पर यह एब्रेसिव पार्टिकल है यह एब्रेसिव पार्टिकल्स का एक समूह है यह बॉन्डिंग है यहां मल्टीपल बॉन्डिंग है और इसे पोरोसिटी कहा जाता है पोरोसिटी खुली संरचना वाले मैटेरियल्स को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो जब भी आप सॉफ्ट मैटेरियल को हटाने के लिए जाते हैं तो मैटेरियल को हटाने की दर काफी ज्यादा होगी और वो जाकर इन खली छिद्रो में जमा हो जायेंगे ग्राइंडिंग व्हील की समस्याओं में पहली है ग्लेजिंग ग्लेजिंग से आप क्या समझते हैं ग्लेजिंग का मतलब होता है प्रायोगिक तौर पर आप चमकने को ग्लेजिंग कहते हैं तो उच्च शक्ति वाले हार्ड मैटेरियल पर जब कभी भी आप हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा एब्रसिव्स मैटेरियल को हटा नहीं सकते हैं परन्तु एब्रसिव्स स्वयं भी फ्रैक्चर हो जाएंगे और सुस्त हो जाएंगे जैसा कि आप चित्र संख्या एक में देख सकते हैं यहां एब्रेसिव का फ्रैक्चर दिखाया है आप ग्राइंडिंग व्हील के इस विशेष क्षेत्र में देख सकते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं तो आप अगर थोड़ा सा इस क्षेत्र में और ज़ूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अब एब्रेसिव पार्टिकल्स का क्या हाल है एब्रेसिव पार्टिकल का कोई सक्रिय क्षेत्र नहीं है मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए यह मेरा एब्रेसिव व्हील है रूप रेखा की दृष्टि से यहां सक्रियता नहीं है इसका मतलब यह है कि यह विशेष क्षेत्र गायब है प्रत्येक एग्रेसिव पार्टिकल मान लीजिए कि यह मेरा एब्रेसिव पार्टिकल इस तरह का है ठीक है तो यह बॉन्डिंग मैटेरियल के अंदर जा चुका है तो इन परिस्थितियों में यह निष्क्रिय बन गया है क्योंकि सतह बहुत चिकनी है और इसमें चमक है इसीलिए इसको ग्लेजिंग कहा जाता है एक और समस्या है व्हील लोडिंग लोडिंग से हमारा क्या मतलब है जब भी आप ट्रक देखते हैं ट्रक लोडेड होता है इसका मतलब यह है की ट्रक माल से लोडेड है तो यहाँ हमारा माल क्या है हमारे माल छोटे चिप्स हैं अगर आप इस घनी संरचना को देखे मान लें कि मेरे पास एक घनी संरचना है और मैं एक सॉफ्ट वर्कपीस मैटेरियल के लिए उपयोग कर रहा हूं यह एक सॉफ्ट वर्कपीस मैटेरियल है क्या होगा यह सामग्री हटाने की दर है जो इन परिस्थितियों में बहुत अधिक होगी जहां मैटेरियल जाती है और मैटेरियल जाती है और यहां बैठती है और इस तरह यह सब चीजें लोड हो जाएंगी ठीक है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं चिप मैटेरियल अंदर भरा हुआ है ठीक है ये सफेद वाले चिप्स लोड किए गए हैं जिससे मेरे एब्रेसिव पार्टिकल्स निष्क्रिय हो जाएंगे जैसा कि मैं समझा रहा हूं ये एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं मान लीजिए कि मेरा मैटेरियल यहां भरा हुआ है क्या होगा ये सक्रिय एब्रेसिव ग्रेन्स सुस्त हो जाएंगे इसे लोडिंग कहा जाता है ठीक है अब हम इस विशेष समस्या को कैसे हल करते हैं केवल यह समस्या ही नहीं एक और समस्या है उसका भी समाधान हमें खोजना होगा जब भी आपके पास हार्ड वर्कपीस मैटेरियल होगा सॉफ्ट ग्रेड के साथ और बाकि सभी चीजों के साथ तो ग्राइंडिंग व्हील का फ्रैक्चर होगा ग्राइंडिंग व्हील का अचानक फ्रैक्चर होगा यह एक और समस्या है ठीक है तो हम देखेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील का एक सेक्टर कैसे घिस जाता है उसको कैसे ठीक किया जाए इत्यादि समाधान यदि आप ड्रेसिंग देखे सामान्य रूप से ड्रेसिंग का मतलब है ड्रेसिंग ग्राइंडिंग व्हील को फिर से तेज करने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है इसका मतलब है कि अगर यह खराब हो गया है इसलिए अब आप फिर से इसे तेज कर रहे हैं ठीक है अगर यह तीक्ष्णता खो रहा है इसका मतलब है कि यह ऐसा दिखेगा जैसा कि आपने ग्लेज़िंग की स्थिति में देखा है मान लीजिए कि ये वो सब चीजें हैं और ये सब कुंद हो रही हैं क्या होगा तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा ऐसा ऐसा तो यह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है ग्राइंडिंग व्हील की सक्रियता पूरी तरह से समाप्त हो गई है तो उसे लाने के लिए आम तौर पर आपके पास एक ड्रेसर का उपयोग करना होगा वह ड्रेसर सतह की परतों को हटाने में मदद करेगा और इससे व्हील का व्यास थोड़ा कम हो जाएगा एब्रेसिव व्हील या ग्राइंडिंग व्हील का व्यास थोड़ा कम हो जाता है लेकिन एब्रेसिव पार्टिकल्स का एक नया सेट हमें दिखाई देगा ठीक है यह दो प्रकार के ड्रेसर द्वारा किया जा सकता है एक है स्टार प्रकार का ड्रेसर है दूसरा एक डायमंड ड्रेसर है ये सामान्य रूप से दो ड्रेसर हैं लोग ग्राइंडिंग व्हील की निष्क्रिय परत को हटाने के लिए एब्रेसिव पार्टिकल्स की नई परत को अस्तित्व में लाने के लिए उपयोग करेंगे ताकि हम पीसने की प्रक्रिया के लिए फिर से ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग कर सकें तो ट्रूइंग आम तौर पर इसका उपयोग वास्तविक ज्यामितीय आकार बनाने के लिए किया जाता है इसका मतलब है जब भी कोई विशेष आकार चला जाता है तो उस परिस्थिति में आप इस विशेष ट्रूइंग ऑपरेशन का उपयोग कर सकते हैं जैसा मैंने कहा मेरा ग्राइंडिंग व्हील पूरी तरह से गोल होना चाहिए मान लें कि किसी क्षेत्र को वर्कपीस में शामिल करने या वर्कपीस में होने वाले कठोरता परिवर्तन के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण यह विशेष क्षेत्र चला गया है तो क्या होगा आपको इसे वापस सही आकार में लाना होगा नहीं तो क्या होगा जब भी यह क्षेत्र वर्कपीस पर पहुंचेगा तो अचानक लोड हो जाएगा तो यह वर्कपीस को नुकसान पहुंचाएगा जो हम नहीं चाहते हैं उस उद्देश्य के लिए सामान्य रूप से ट्रूइंग किया जाएगा ताकि एक गोलाकार आकार का सही आकार वापस लाया जा सके इस परिस्थिति में लोग ड्रेसर के लिए भी जाएंगे और वे डायमंड ड्रेसर या इस प्रकार के ड्रेसर के लिए जा सकते हैं वे ड्रेसर के लिए जाते हैं ताकि वे उस टूट के समानांतर एक सेक्टर को हटा दें वे उस ग्राइंडिंग व्हील की परिधि पर से सब कुछ हटा देंगे और यह एक पूर्ण गोलाकार बन जाता है ठीक है यह 1 है जो पुराना है और ये डॉटेड एक संशोधित है जिसे 2 द्वारा दिखाया गया है ऐसा इसलिए ताकि यह एक वास्तविक आकार प्राप्त करे इसलिए इसे ट्रूइंग ऑपरेशन कहा जाता है ठीक है ग्राइंडिंग प्रोसेसेज के प्रकार दुनिया में ग्राइंडिंग प्रोसेसेज के बहुत से प्रकार हैं बहुत से लोग कई का उपयोग करते हैं उनमें से हम जाकर देखेंगे कि सामान्य तौर पर उपयोग में लिए जाने वाले प्रकार कौन से हैं एक हॉरिजॉन्टल ग्राइंडिंग है आप जानते हैं कि कई लोगों ने हॉरिजॉन्टल मिलिंग वर्टिकल मिलिंग इत्यादि चीजों का अध्ययन किया होगा जब भी आपका आर्बर हॉरिजॉन्टल पीसता है आम तौर पर लोग जानते हैं यदि आपकी वर्कपीस और आर्बर दिशा समानांतर हैं तो उस परिस्थिति में मान लें कि यह मेरा वर्कपीस है और मेरी आर्बर दिशा इस तरह है क्योंकि आर्बर पर ग्राइंडिंग व्हील माउंट किया जाता है ठीक है तो यह मेरा आर्बर है और यह एक वर्कपीस है यदि दोनों समानांतर हैं तो क्या होगा इसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है ठीक है तो वर्टीकल ग्राइंडिंग यह बिलकुल समान है यदि मेरा आर्बर वर्कपीस के लिए लंबवत है तो इसे वर्टीकल ग्राइंडिंग कहा जाता है तो सरफेस ग्राइंडिंग या फ्लैट ग्राइंडिंग सामान्य रूप से जहां भी आप उपयोग में ले सकते हैं यदि यह वर्कपीस सतह के समानांतर है फ्लैट सरफेस ग्राइंडिंग वह है जब ग्राइंडिंग व्हील अपनी धुरी पर घूमते हैं जबकि वर्कपीस को इसके नीचे रखा जाता है इसे फ्लैट ग्राइंडिंग कहा जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्कपीस इसके नीचे है और यह मेरी धुरी है और यह मेरा वर्कपीस अक्ष है दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं इसे सरफेस ग्राइंडिंग कहा जाता है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जब भी मैं यहां वर्कपीस का उपयोग करने जा रहा हूं तो आमतौर पर वर्कपीस को रोटेटेबल जैक में रखा जाता है और इसे घुमाया जा सकता है ताकि ग्राइंडिंग व्हील भी घूमता रहे तो आप बेलनाकार सतह उत्पन्न कर सकते हैं आप दो तरह से इसे उत्पन्न कर सकते हैं एक इंटरनल ग्राइंडिंग है साथ ही एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग भी है आप बाहरी बेलनाकार आकार उत्पन्न कर सकते हैं आप आंतरिक बेलनाकार आकार भी उत्पन्न कर सकते हैं ठीक है इसे एक्सटर्नल कहा जाता है इसे इंटरनल कहा जाता है लेकिन इंटरनल में आपका ग्राइंडिंग व्हील बहुत छोटा होगा और आप पाइप इत्यादि के अंदर इसे उपयोग कर सकते हैं ठीक है व्यावहारिक रूप से आप कैसे कल्पना करते हैं पिछली स्लाइड योजनाबद्ध प्रकारो को दिखाती है अब मैं आपको व्यावहारिक रूप से यह दिखाने जा रहा हूँ कि यह कैसा दिखता है आप एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग देख सकते हैं जहां चार गतियां शामिल हैं जो उचित गति से ग्राइंडिंग व्हील की तीव्र चाल है सामान्य रूप से गति 1500 से 2000 आरपीएम की होगी ग्राइंडिंग व्हील के खिलाफ वर्कपीस का रोटेशन धीमा होता है आम तौर पर वर्कपीस को बहुत कम आरपीएम पर घुमाया जाएगा और इसे ग्राइंडिंग व्हील के क्षैतिज अनुप्रस्थ आगे और पीछे गति दी जाएगी ठीक है एक इंटरनल ग्राइंडिंग में यदि आप यहां इंटरनल ग्राइंडिंग देखते हैं तो यह ग्राइंडिंग व्हील है और यह वर्कपीस मैटेरियल है ठीक है तो वर्कपीस मैटेरियल को अंदर से घिसा जाता है यह विशेष चित्र आपको दिखाता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग कैसे काम करते है ठीक है कई विश्वविद्यालयों या संस्थानों में यह उपलब्ध हो सकती है और कुछ संस्थानों में यह उपलब्ध नहीं है इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप देख सकें कि एक्सटर्नल और इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग कैसे काम करती है प्रोफाइल ग्राइंडिंग यदि कभी भी मैं एक प्रोफाइल बनाना चाहता हूं तो उन परिस्थितियों में आप इसे बना सकते हैं या आप ग्राइंडिंग व्हील को इसके विपरीत बना सकते हैं और आप इसे बना सकते हैं प्रोफाइल ग्राइंडिंग व्हील्स का उपयोग आम तौर पर जटिल प्रोफाइल ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है मान लीजिए कि मैं इसका एक वर्कपीस तैयार करना चाहता हूं या इसका एक हिस्सा तैयार करना चाहता हूं तो ग्राइंडिंग व्हील्स एक विपरीत आकार होगा आवश्यक अंतिम प्रोफ़ाइल के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील्स को एक आकार दिया जाएगा ठीक है तो आप इसे केवल एक विपरीत प्रोफ़ाइल दें ताकि आप वर्कपीस पर आवश्यक प्रोफ़ाइल बना सकें तो प्रोफ़ाइल ग्राइंडिंग का उपयोग कुछ गियर बनाने के लिए भी किया जाता है जैसा कि आप योजनाबद्ध देख सकते हैं यह योजनाबद्ध आरेख है और मूल रूप से या व्यावहारिक रूप से अगर मैं देखना चाहता हूं कि ग्राइंडिंग प्रोसेस प्रोफाइल कैसे उत्पन्न होती है आम तौर पर हेलिकल गियर्स या स्पर गियर्स इन सभी प्रकार के गियर्स को प्रोफाइल ग्राइंडिंग द्वारा भी बनाया जा सकता है केवल एक विशेष चीज की हमें आवश्यकता होती है वह है विपरीत आकार के ग्राइंडिंग व्हील्स सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस यह महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है जहां बीच में कोई केंद्र नहीं है यदि मैं सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए जाना चाहता हूँ जैसा कि आपने पिछली स्लाइड्स में देखा है तो आपको छड़ को दो केन्द्रो के बीच में रखना होगा मान लीजिए कि यह मेरा सिलेंडर है और मुझे केंद्रों के बीच इस तरह पकड़ना है अन्यथा यह स्थिर नहीं रहेगा मान लीजिए कि अगर यह एक समान आकार नहीं है तो अगर यह एक बेलनाकार आकार है तो इसमें कोई समस्या नहीं है अगर मेरे पास अंडाकार आकार या कुछ और है उदहारण के लिए मान लें कि मुझे कैम की ग्राइंडिंग करनी है उस स्थिति में आप इसे केंद्र के अनुसार नहीं डाल सकते तो यह केंद्र के बीच नहीं पकड़ा जा सकता है इसलिए उन परिस्थितियों में इसे सेंटरलेस ग्राइंडिंग कहा जाता है उन परिस्थितियों में हम जिस ग्राइंडिंग प्रोसेस का उपयोग करेंगे वह सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील प्रक्रिया है सेंटरलेस ग्राइंडिंग में व्हील बाहरी और आंतरिक दोनों सतहों को बिना सेंटर्स के बीच माउंट किए ग्राइंडिंग को संभव बनाता है ठीक है तो यह एक वर्क रेस्ट है जहां आप वर्कपीस को माउंट करेंगे और एक तरफ ग्राइंडिंग व्हील है दूसरा रेगुलेटिंग व्हील है जो दूसरी तरफ होगा रेगुलेटिंग व्हील कोई मशीनिंग ऑपरेशन नहीं करता केवल ग्राइंडिंग व्हील ही मशीनिंग ऑपरेशन करता है रेगुलेटिंग व्हील फ़ीड को नियंत्रित करता है यह उसे फ़ीड देगा ताकि वर्कपीस और ग्राइंडिंग व्हील के बीच लगातार संपर्क हो तो इस तरह सतह फिनिश्ड हो जाती है ठीक है रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील आम तौर पर उन्हें एक निश्चित कोण पर रखना होगा जिसे अल्फा द्वारा दर्शाया जाता है तो अल्फा का मान आवश्यकता के अनुरूप भिन्न भिन्न हो सकता है या आप इसे स्थिर भी रख सकते हैं तो व्यावहारिक रूप से यह कैसा दिखता है सेंटर्ड ग्राइंडिंग व्हील जैसा कि मैंने कहा कि सेंटर्ड और सेंटरलेस सेंटर्ड का मतलब है कि आपका वर्कपीस दो केंद्रों के बीच है दो केंद्र हैं आमतौर पर आप जैसा लेथे मशीन में देखते हैं वर्कपीस डेड स्टॉक और लाइव स्टॉक के बीच माउंट होता है यहां ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है आम तौर पर सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील एक घूमने वाला पहिया होता है स्थिर पहिया एक रेगुलेटिंग व्हील की तरह होगा और यहाँ एक वर्क रेस्ट होगा ताकि आप अनियमित सतहों पर से मैटेरियल को हटा सकें ठीक है इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस आम तौर पर यदि आप इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील प्रोसेस को देखते हैं तो इसमें दो पहिये होते हैं एक दबाव वाला रोल होता है और दूसरा सहायक भूमिका निभाता है वर्कपीस बहुत बड़ा होगा और ग्राइंडिंग व्हील इसके अंदर होगा जिससे रेगुलेटिंग व्हील उस पर कुछ दबाव डालेगा जिससे वह मशीनिंग ऑपरेशन करेगा जैसा कि हमने एक्सटर्नल ग्राइंडिंग प्रोसेस में देखा है यहां एकमात्र अंतर यह है कि एक सहायक पहिया होता है और दूसरा दबाव वाला रोल होता हैं ताकि यह मैटेरियल को समान रूप से हटा सके क्रीप फीड ग्राइंडिंग आम तौर पर एक सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस में हमने रेगुलेटिंग व्हील्स को देखा है वे रबर बॉन्डिंग एब्रेसिव्स से बने होते हैं और इसमें घर्षण की अच्छी विशेषताएं होती हैं ठीक है ताकि यह फ़ीड को विनियमित कर सके तो इसे छोटे कोण अल्फा की ओर झुकाया जा सकता है आमतौर पर ग्राइंडिंग व्हील के संबंध में अल्फा का मान 0 से 10 डिग्री के बीच होगा अक्षीय फ़ीड प्रदान करने के लिए और वर्कपीस सहारा देने के लिए एक वर्क रेस्ट भी प्रदान किया जाएगा वर्क रेस्ट को हमेशा एक्सटर्नल ग्राइंडिंग में ही उपयोग किया जाता है लेकिन इंटरनल ग्राइंडिंग में कोई वर्क रेस्ट नहीं होता है इस उद्देश्य के लिए इंटरनल ग्राइंडिंग में वर्क रेस्ट को प्रेशर रोल्स के साथ बदल दिया जाता है जो वर्कपीस को सहारा देने का भी कार्य करते है ये रोल्स एक इंटरनल ग्राइंडिंग प्रोसेस में वर्क रेस्ट के रूप में कार्य करेंगे ठीक है यहाँ हमने इंटरनल और एक्सटर्नल ग्राइंडिंग प्रोसेसेज के बारे में चर्चा की क्रीप फीड ग्राइंडिंग जैसा कि मैंने कहा क्रीप फीड ग्राइंडिंग इसका मतलब है कि यहाँ डेप्थ ऑफ़ कट बड़ा होता है आम तौर पर एक क्रीप फीड ग्राइंडिंग में आपको बाहत सारा मैटेरियल एक साथ बहुत तेजी से निकालना होगा इसका मतलब है कि एक ही बार में बड़ी मात्रा में मैटेरियल हटा दिया जायेगा इसका मतलब है कि मैटेरियल को कम वर्क स्पीड पर एक या दो पास के साथ ही हटा दिया जाता है इस दौरान बहुत उच्च बल और उच्च क्षेत्र शक्ति उत्पन्न होती है आम तौर पर यहाँ आवश्यक है की ग्राइंडिंग व्हील में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए और इसे अपनी मूल संरचना को बनाए रखना होगा यह बिना किसी फ्रैक्चर के चलता रहेगा भले ही ऑपरेटर बहित ज्यादा डेप्थ ऑफ़ कट दे रहा हों लोग डेप्थ ऑफ़ कट बहुत ज्यादा वहा देते है जहा मैटेरियल हटाने की आवश्यकता बहुत अधिक हो ठीक है इस प्रक्रिया के लाभ बढ़ी हुई सटीकता और दक्षता में वृद्धि होगी क्योंकि बहुत अधिक मैटेरियल को हटाना है साथ ही बेहतर सरफेस फिनिश आम तौर पर कुछ मामलों में सरफेस फिनिश में सुधार होगा और अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में इसमें गड़गड़ाहट स्ट्रेस और फटीग में कम हो सकती है कुछ बाते सभी मामलों में सच नहीं हो सकती हैं कुछ सच होंगी और क्रीप फीड ग्राइंडिंग का बुनियादी लाभ है की इससे बहुत सा मैटेरियल एक साथ हटा पाएंगे ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं डेप्थ ऑफ़ कट 16 मिमी दी गई है तो आम तौर पर लैथ मशीन में भी आप उतना डेप्थ ऑफ़ कट नहीं देते हैं इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील के विस्फोट का खतरा होता है उस उद्देश्य के पूर्ती के लिए आपके पास एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील होना चाहिए यही बात क्रीप फीड ग्राइंडिंग को ख़ास बनाती है रोबोटिक और बेल्ट ग्राइंडिंग प्रोसेस यदि आप रोबोटिक ग्राइंडिंग प्रोसेस देखे तो यह एक महंगी प्रक्रिया है किन्तु इसका उपयोग जटिल सतहों के फिनिशिंग के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए यहां देखे मेरे पास लगातार चलने वाली बेल्ट है यहां लगातार चलती हुई बेल्ट दिखाई गयी है समय देखें 6222 और हिप इम्प्लांट भी आमतौर पर इसी प्रोसेस से बनाये जाते है तो रोबोट अपने आप गति देता है और यह दबाव बनाता है या यह ग्राइंडिंग सरफेस के आवश्यकता के अनुसार डेप्थ ऑफ़ कट देगा जिसे ग्राइंडिंग बेल्ट कहा जाता है जो लगातार चल रही है और इस प्रोसेस में रोबोट का उपयोग करके सॉफ्ट व्हील को भी उपयोग किया जा सकता है सतह पर दबाव डालने और वर्कपीस को अलग अलग गति देने के लिए रोबोट की अपनी गति होती है यदि आप देखें जब भी इम्प्लांट को ग्राइंडिंग व्हील के खिलाफ दबाया जाता है तो क्या होगा ये व्हील रबर की बॉन्डिंग से बने होते हैं या यह एलास्टिकली विकृत होता है ठीक है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील का विरूपण कैसे हो रहा है इसे ही रबर बॉन्डिंग व्हील कहा जाता है या सॉफ्ट प्लॉट बेस्ट व्हील्स जिसका वे उपयोग करने जा रहे हैं ठीक है यह एक हिप इम्प्लांट है आम तौर पर आप चित्र 2 में देखते हैं इसे एसिटाबुलर हेड कहा जाता है और इसकी मशीनिंग या फिनिशिंग की जाती है आम तौर पर चित्र 2 रोबोटिक ग्राइंडिंग का उपयोग करके एसिटाबुलर हेड की फिनिशिंग दिखा रहा है इधर इस बार आप रोबोटिक बेल्ट को ग्रीडिंग करते हुए देख सकते हैं जहां बेल्ट लगातार घूम रही है और घुटने का इम्प्लांट घिसा जा रहा है और रोबोट अपने आप गति दे रहा है ताकि यह ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर दबाव बना सके जो यहां एक बेल्ट है और यह इससे मैटेरियल को हटा देगा साथ ही पॉलिश करने के लिए सॉफ्ट व्हील का भी उपयोग किया जा सकता है ठीक है तो आम तौर पर लोग क्या करते हैं चूँकि ये एब्रेसिव बेल्ट आम तौर पर ठोस होते हैं तो आप इसे आकार देते हैं फिर वे बफ़िंग करने के लिए नरम कपड़े आधारित व्हील का उपयोग करेंगे बफ़िंग भी एक तरह का फिनिशिंग ही है ठीक है लाभ और अनुप्रयोग इससे आयामी सटीकता बहुत अच्छी होगी सरफेस फिनिंश बहुत अच्छी होगी ज्यामिति और स्थानीय सटीकता भी अच्छी होगी और साथ ही इससे हार्ड और सॉफ्ट मैटेरियल दोनों का उपयोग किया जा सकता है ठीक है तो अनुप्रयोगो की बात करे तो ग्राइंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग सरफेस फिनिशिंग है और फिर आप पतले ग्राइंडिंग व्हील की मदद से स्लीटिंग और पार्टिंग और डी स्केलिंग और डीबरिंग के लिए जा सकते हैं इसके आलावा आप बहुत सारा मैटेरियल एक साथ हटा सकते हैं आम तौर पर यदि आप बहुत सारे मैटेरियल को एक साथ हटाने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कोरस पार्टिकल्स के लिए जाना चाहिए मेरा मतलब है कि मोटे प्रकार के एब्रेसिव पार्टिकल्स समतल सतहों के साथ साथ बेलनाकार सतहों की फिनिशिंग भी आप कर सकते हैं और साथ ही औजारों और कटरों की ग्राइंडिंग भी आम तौर पर इसे विशेष टूर टूल कहा जाता है और जहा कटर ग्राइंडर होते हैं जिन्हे आप देखेंगे अगर समय अनुमति देता है तो ठीक है उन सभी का उपयोग इससे समझा जाता है कि मेरे पास एक एचएसएस टूल है मैं इसे तेज करना चाहता हूं तो फिर आपको टूल और कटर ग्राइंडर का उपयोग लेना होगा आम तौर पर कार्यशाला में टूल और कटर ग्राइंडर होंगे तो बहुत सी कार्यशाला में यह मौजूद है क्योंकि आपको इन उपकरणों का उपयोग लैथ मशीन इत्यादि के टूल्स के लिए भी करते है ठीक है इस व्याख्यान के सारांश पर आते हुए हमारे पास इंट्रोडक्शन तो ग्राइंडिंग है फिर ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन्स हमने देखा है कि एब्रेसिव्स कितने प्रकार के होते है एब्रेसिव पार्टिकल्स का आकार और मैश के प्रकार एब्रेसिव पार्टिकल्स का ग्रेड फिर हमने संरचना देखी फिर बॉन्डिंग के विभिन्न प्रकार हमने ग्राइंडिंग व्हील की समस्याएं जैसे व्हील लोडिंग और ट्रूइंग देखी हैं व्हील ग्लेज़िंग एक और समस्या है जिसे हमने देखा है और समाधान में आप सही आकार प्राप्त करने के लिए ट्रूइंग ऑपरेशन कर सकते हैं आप ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग कर सकते हैं ताकि आप ग्लेज़ेड सतह की ऊपरी परत को हटा सकें या आप ड्रेसिंग ऑपरेशन द्वारा लोडेड मैटेरियल को भी हटा सकते है फिर हमने रोबोटिक बेल्ट ग्राइंडिंग या सॉफ्ट व्हील ग्राइंडिंग की चर्चा की हमने कुछ वीडियो देखे जिन्होंने आपको यह समझने में बहुत मदद की होगी कि ग्राइंडिंग की नवीनतम तकनीक कैसे उभर रही है ये नवीनतम तकनीकें हैं जिनका लोग उपयोग कर रहे हैं जटिल सतहों के निर्माण में घुटने के प्रत्यारोपणमें हिप इम्प्लांट में और अन्य धातु प्रत्यारोपण जैसे जैव प्रत्यारोपण के निर्माण के लिए और फिर फायदे और अनुप्रयोग इनका उपयोग अनुप्रयोगों की फिनिशिंग के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग मशीनिंग अनुप्रयोगों के लिए भी किया जा सकता है तो एब्रेसिव पार्टिकल वही है लेकिन ये आप पर हैं की आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं चाहे आप मशीनिंग अनुप्रयोगों के लिए कोरस पार्टिकल्स का उपयोग कर रहे हों या पॉलिशिंग के लिए सुपरफाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स का उपयोग कर रहे है चाहे आप ग्राइंडिंग व्हील में उपयोग कर रहे हों चाहे आप सॉफ्ट व्हील में इस्तेमाल कर रहे हों चाहे आप बेल्ट में इस्तेमाल कर रहे हों यह सब आप पर निर्भर करता है यह मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर पर निर्भर करता है कि वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करता है कि उन्हें किस प्रकार का ग्राइंडिंग व्हील लेना है उन्हें किस प्रकार की प्रोसेस से गुजरना है उन्हें किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग लेना है और किस प्रकार की बॉन्डिंग किस प्रकार की संरचना है का चुनाव करना है इत्यादि तो इससे आपको काफी मदद मिली होगी तो इस विशेष व्याख्यान के लिए धन्यवाद आशा है यह विशेष व्याख्यान पारंपरिक तकनीकों के साथ साथ थोड़ी उन्नत तकनीकों को भी प्रबुद्ध कर सकता है ताकि लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें